हमने लाइट का इंटरफेरेंस देखा और एक्सपेरिमेंट भी डेमोंस्ट्रेट किया अब हम डिफ्रैक्शन डिसकस करेंगे फिर हम लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ़ लाइट का मतलब है लाइट बेंड करती है जेनेरली हमने सीखा है कि लाइट स्ट्रैट पाथ में ट्रेवल करती है यह सब समय सच नहीं है क्योंकि लाइट के वेव नेचर के कारण लाइट सभी डायरेक्शन में जा सकती है यहाँ एक छोटा छिद्र है यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि लाइट स्ट्रैट लाइन में जाकर यह एक पॉइंट पर पहुंचेगी परन्तु लाइट दूसरे डायरेक्शन में भी हमें दिखती है जो भी लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है यह इस पिन होल से पास करेगी और आशा की जाती है कि सीधी दिशा में जाएगी परन्तु यह दूसरे डायरेक्शन में बेंड करती है और वहाँ भी मिलती है यह डिफ्रैक्शन के कारण हुआ है लाइट के इस प्रकार के बिहेवियर को समझने के लिए हमें हाईजन्स प्रिंसिपल इस्तेमाल करना होगा हाईजन्स प्रिंसिपल में वेवफ्रंट पर प्रत्येक पॉइंट वेव्स के एक नए सोर्स के रूप में काम करता है यहाँ हमने प्लेन वेव फ्रंट ड्रा किया है वेव फ्रंट का मतलब है इसके प्रत्येक पॉइंट पर फेज समान होगा अलग वेव फ्रंट पर अलग फेज होगा वेव फ्रंट प्लेन हो सकता है और स्फेरिकल भी प्लेन वेव फ्रंट पर फेज एक सरफेस पर समान होता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट पर एक स्फीयरिकल सरफेस पर फेज समान होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी होता है तो लाइट इस ओब्स्टेकल पर गिरती है और इस ओपनिंग पॉइंट से वेव फ्रंट का कुछ पार्ट पास होगा इस वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स के रूप में एक्ट करेगा ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेंगे जैसे कि यह एक नया सोर्स है यह सभी ओर लाइट एमिट करेगा यहाँ मैने स्फेरिकल वेव फ्रंट दिखाया है जब यह इस ओब्स्टेकल पर पहुंचेगा तो इस ओपनिंग से वेव फ्रंट का कुछ पार्ट इससे बाहर आएगा इसका प्रत्येक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स होगा और ववेलेट्स एमिट करेगा इन इंडीवीजुअल वेव लेट्स से एक वेव फ्रंट बनेगा जैसे कि यह वेव फ्रंट एक इंडिविजुअल सोर्स से है कोई भी वेव लेट्स वहाँ थे एक साथ मिलकर यह एक वेव फ्रंट बनाएँगे और यह मूव करेंगे और अगले वेव फ्रंट पर फिर नए सोर्स होंगे जो वेव फ्रंट बनाएँगे तो इस प्रकार ये वेव फ्रंट मूव करते हैं और इनके प्रत्येक पॉइंट एक ववेलेट का सेकेंडरी सोर्स है और ववेलेंट्स बनाते हैं एक ववेलेट्स से हमें एक वेव फ्रंट मिल रहा है इस प्रकार लाइट मूव करती है यह हाईजेन्स प्रिंसिपल था हाईजेन्स प्रिंसिपल कहता है कि सेकेंडरी ववेलेट्स का इंटरफेरेंस होना डिफ्रैक्शन कहलाता है डिफ्रैक्शन और कुछ नहीं बल्कि इंटरफेरेंस है सेकेंडरी ववेलेट्स के बीच में दो प्रकार के डिफ्रैक्शन होते हैं एक है फ्रेसनल डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यह क्लासिफिकेशन ऑब्स्टैकल से सोर्स और स्क्रीन की दूरी पर आधारित है अगर सोर्स या स्क्रीन या दोनों ऑब्स्टैकल से फाइनाइट दूरी पर हैं तो यह फ्रेसनल डिफ्रैक्शन हैं और अगर सोर्स और स्क्रीन दोनों ओब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो यह फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होगा हम मैनली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे और लैब में एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट करेंगे मैं फ्रेसनल डिफ्रैक्शन थोड़ा डिस्कस करूँगा और इसपर एक एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट करूँगा तो हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन डिस्कस करते हैं सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं इसका मतलब है इंसिडेंट रेज़ डिफ्रेक्टिंग ऑब्जेक्ट पर पैरेलल आ रही हैं और डिफ्रेक्टेड रेज़ भी पैरेलल हैं जो स्क्रीन पर इमेज बनाएंगी लैब में यह कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस द्वारा प्राप्त की जाती हैं हमें पता है अगर हम सोर्स को लेंस के फोकल पॉइंट पर रखेंगे तो हमें पैरेलल रेज़ मिलेंगी जैसे कि सोर्स इंफिनिटी में हो यह ऑब्जेक्ट पर गिर रही है इसमें अपर्चर है अब यह डिफ्रेक्ट होंगी रेड लाइन्स एक पर्टिकुलर एंगल में डिफ्रेक्ट हो रही हैं ये पैरेलल हैं और ब्लू लाइन्स दूसरे एंगल पर डिफ्रेक्ट हैं ये भी पैरेलल हैं अब इनके कोरेस्पोंडिंग इमेज बनेगी यह इमेज इंफिनिटी में बनेगी यह इमेज हम लेंस के फोकल पॉइंट पर पा सकते हैं हम लेंस रखते हैं और लेंस के फोकल लेंग्थ पर स्क्रीन रखेंगे हमें स्क्रीन पर इमेज मिलेगी अलग अलग डिफ्रैक्शन एंगल्स पर अलग अलग डिफ्रैक्शन मिलेगा यही फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है हम तीन केसेस डिस्कस करेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन दूसरा डबल स्लिट डिफ्रैक्शन और तीसरा एन स्लिट्स डिफ्रैक्शन या मल्टी स्लिट डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में पैरेलल रेज़ आ रही हैं जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हैं जिसे हम EE0 e की पावर i से एक्सप्रेस कर सकते हैं यह वेव इक्वेशन है इसमें हम काम्प्लेक्स नोटेशन इस्तेमाल करते हैं यह e की पावर i थीटा जैसे है जो cos थीटा i sin थीटा है इसमें sin और cos दोनों कंपोनेंट्स हैं हम अगर रियल पार्ट लें या इमेजिनरी पार्ट दोनों वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम EE0sin या EE0coswt kx फाई जैसे इक्वेशंस से फेमिलिअर हैं इसमें फाई कुछ इनिसियल फेज है यह हमने काम्प्लेक्स नोटेशन में लिखा है क्योंकि यह काम्प्लेक्स नोटेशन कैलकुलेट करने में आसान होती है यह सिंगल स्लिट है मतलब इसमें एक ओपनिंग है जिसकी एक पर्टिकुलर लेंग्थ है मान लो यह a है हम इसके सेन्टर से एक नार्मल ड्रा करेंगे हम एक स्क्रीन रखेंगे जो इस पर नार्मल होगी लाइट की पैरेलल रेज़ स्लिट पर गिर रही हैं लाइट डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्रेक्ट होंगी यहाँ हमने एक एंगल थीटा लिया है जिसमें लाइट डिफ्रेक्ट हो रही है थीटा एंगल पर ये पैरेलल रेज़ आ रही हैं यहाँ कोनसेक्युटिव रेज़ के बीच में पाथ डिफरेंस डेल्टा है पाथ डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू y sin थीटा है यहाँ y क्या है यह कोनसेक्युटिव रेज़ के बीच का डिस्टेंस है अगर हम दो पैरेलल रेज़ कंसीडर करें इन दो रेज़ की लेंग्थ में डिफरेंस हम निकाल सकते हैं अगर हम y से दूसरी रे पर नार्मल ड्रा करें यह दूसरी रे को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट से स्क्रीन की ओर का डिस्टेंस दोनों रेज़ का सेम होगा नार्मल से स्लिट की ओर वाला पार्ट नीचे वाली रे का एडिशनल पाथ होगा अगर एंगल थीटा है तो एडिशनल पाथ y sin थीटा होगा यह सेट ऑफ़ पैरेलल रेज़ है सभी कोनसेक्युटिव रेज़ के बीच में यही पाथ डिफरेंस होगा एक पर्टिकुलर थीटा के लिए हम सभी रेज़ के बीच में पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं और y sin थीटा के कॉरेस्पोंडिंग फेज डिफरेंस 2पाई बाई लैम्डा इनटू ysinथीटा होगा जब स्लिट से वेव्स स्क्रीन पर P पॉइंट पर आएंगी तो P पर क्या एम्प्लीट्यूड होगा या क्या रेज़लटेंट वेव पहुंचेगी एक वेव को EE0 eisinωt kx से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्लिट पर सभी वेव्स का सेम एम्प्लीट्यूड है या सेम स्ट्रेंग्थ है हमें P पॉइंट पर क्या एम्प्लीट्यूड होगा यह निकालना है इसके लिए हम पहले देखेंगे कि स्लिट पर अगर कोनसेक्युटिव सेकेंडरी सोर्सेज का डिस्टेंस अगर dy है तो वेव्स में स्क्रीन पर P पॉइंट पर क्या चेंज होगा अगर एक सेकेंडरी सोर्स से P पॉइंट पर EE0e की पावर i ωt kR वेव पहुँच रही है जहाँ R सेकेंडरी सोर्स और P पॉइंट के बीच की दूरी है तो उससे अगले सेकेंडरी सोर्स जो dy के डिस्टेंस पर है उससे P पॉइंट पर EE0 e की पावर i ωt kRδ वेव पहुंचेगी जहाँ डेल्टा दोनों का पाथ डिफरेंस है स्लिट के सभी सेकेंडरी सोर्सेज से P पॉइंट पर क्या वेव पहुंचेगी वह निकालने के लिए हम E को पूरी स्लिट के लिए इंटीग्रेट करेंगे a2 से a2 तक अगर हम इंटेग्रेट करते हैं यह y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है अल्टीमेटली हमें Ep E0 i k sin थीटा e की पावर i k a sinथीटा 2 e की पावर i k a sinथीटा 2 इनटू e की पावर ओमेगा t kR मिलेगा लास्ट टर्म इनिशियल वेव फॉर्म जैसे ही है यह प्लेन वेव फॉर्म है यहाँ हमें e की पावर i थीटा e की पावर i थीटा देगा 2i sin थीटा इसमें हम ऊपर का i और नीचे का i दोनों को कैंसिल करेंगे इसमें हम जो थीटा की वैल्यू है उसे E0 के डेनोमेनेटर में भी बनाएँगे इससे हमें Ep E0 a sin बीटा बीटा e की पावर i मिलेगा यहाँ स्लिट पर x 0 है और स्क्रीन पर यह R है फिर हमने इसे इंटेग्रेट किया है और हमें E0 a एम्प्लीट्यूड मिला है यहाँ E0 की वैल्यू कुछ भी हो यह स्लिट पर सभी वेव्स का एम्प्लीट्यूड है और इंटीग्रेशन के बाद हमें पूरी स्लिट से जो वेव्स आ रही हैं उनका एम्प्लीट्यूड E0a मिला है और इसके साथ है sin बीटा बाई बीटा तो अल्टीमेटली एम्प्लीट्यूड बीटा पर डिपेंड करता है बीटा है kasin थीटा2 और k 2पाई बाई लैम्डा है a स्लिट विड्थ है इसका मतलब है एम्प्लीट्यूड बीटा के साथ चेंज होगा और बीटा एक पर्टिकुलर स्लिट विड्थ और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए थीटा के साथ चेंज होगा अगर Ep एम्प्लीट्यूड है तो इंटेंसिटी क्या होगी वह होगी एम्प्लीट्यूड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नम्बर के लिए यह Ep Ep काम्प्लेक्स नम्बर का कोंजूगेट होगा इसमें e की पावर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और इंटेंसिटी Isin2बीटाबीटा2 होगी इसमें I0 है E0 का स्क्वायर यह सिंगल स्लिट के कारण इंटेंसिटी है जो थीटा के साथ वैरी करेगी स्क्रीन पर हम इंटेसिटी वेरिएशन देखेंगे यह कैसे वैरी करेगी यह हम देखेंगे हमारे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है IβI0sin2ββ2 हम देख सकते हैं βkasinθ2 इसमें k है 2 पाई बाई लैम्डा

तो हमें पाई a sin θ बाई लैम्डा मिलेगा अगर बीटा टेंड्स टू जीरो होगा तो sinββ की वैल्यू वन होगी यहाँ हमें लिमिट लगानी होगी अन्यथा यह अनडिफाइंड हो जाएगा बीटा इक्वल टू जीरो का मतलब थीटा इक्वल टू जीरो इसपर हमें I I0 मिलेगी यह मैक्सिमम इंटेंसिटी है क्योंकि इसके साथ दूसरा फैक्टर sinββ है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू वन है यह प्रिंसिपल मैक्सिमम की कंडीशन है जो हम थीटा इक्वल तो जीरो पर देखते हैं अगर बीटा की वैल्यू mπ है तो sin बीटा की वैल्यू जीरो होगी परन्तु बीटा की वैल्यू जीरो नहीं होगी क्यूंकि वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो βmπ जहाँ m की वैल्यू ± π ±2π ±3π है यह डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन है अगर मैं Iβ को β के फंक्शन के रूप में ड्रा करता हूँ तो β0 पर प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेगा इसके दोनों ओर हमें ±1±2±3 पर मिनिमा मिलेंगे यहाँ हमें ±π ±2π ±3π पर मिनिमम मिलता है तो इन मिनिमा के बीच में मैक्सिमम भी होंगे ये सेकेंडरी डिफ्रैक्शन मक्सिमा कहलाते हैं यह सेकेंडरी मक्सिमा कहाँ होगा अगर हम इस प्लॉट को देखें तो इन मक्सिमा की पीक पर इंटेंसिटी का रेट ऑफ़ चेंज विद रेस्पेक्ट टू बीटा देखें यह जीरो होना चाहिए यही कांसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे इनकी पोजीशन निकालने के लिए हम इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को बीटा की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करेंगे और इसे जीरो के इक्वल रखेंगे हम इसका सलूशन निकालेंगे इससे हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें sin बीटा को हम जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि यह मिनिमा की कंडीशन थी और हम बीटा जीरो भी नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमम है इसका मतलब इस इक्वेशन का दूसरा पार्ट जीरो होगा जिससे हमें tanββ मिलेगा यह सेकेंडरी मक्सिमा की कंडीशन है इसका भी सोलुशन हम निकाल सकते हैं इसका सोलुशन हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे हम ytanβ और yβ प्लाट करेंगे दोनों प्लॉट्स का इंटरसेक्शन ही इस इक्वेशन का सोल्युशन होगा और β की वैल्यूज देगा और इसका सोल्युशन एग्ज़ेक्त्ली β3π2 नहीं होगा पहला इंटरसेक्शन β0 पर है परन्तु यहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमम है अगला इंटरसेक्शन β3π2 के समीप है फिर β5π2 के समीप है इसकी एग्जेक्ट वैल्यूज हैं 145π 246π और 347π इन वैल्यूज पर सेकेंडरी मैक्सिमा अपीयर होंगे और प्रिंसिपल मैक्सिमम β0 पर मिलता है और डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन है βmπ इसके कॉरेस्पोंडिंग हमें asinθmλ मिलता है इससे m की वैल्यूज ±1 ±2 ±3 होती है परन्तु m की वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि इसपर मैक्सिमम अपीयर करता है यह सेकेंडरी मक्सिमा की कंडीशन है इसे हम ग्रफिकली सॉल्व करते हैं और β±143π ±245π ±347π हैं ये अप्रोक्सिमेटली 3π2 5π2 और 7π2 हैं इस प्रकार हमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से इस टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है अगली क्लास में हम डबल स्लिट डिफ्रैक्शन और ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे मैं यहाँ रुकता हूँ धन्यवाद्